अभिवादन टेल के मॉड्यूल 2 यूनिट 7 में आपका स्वागत है यह लक्ष्य निर्धारण और निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी के बारे में है पिछली इकाई में हमने आकलन की प्रकृति को समझा हमने डिजाइन चरण की उप प्रक्रियाओं की पहचान की इस इकाई के लिऐ परिणाम हैं कि मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी की प्रकृति और भूमिका को समझें और साथ ही समझें कि सीओ की प्राप्ति के लिए लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाए मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी इन दिनों बहुत महत्वपूर्ण हो गई है अभी तक मूल्यांकन के लिए छात्रों से प्रमुख रूप से लिखित उत्तर की आवश्यकता होती थी मूल्यांकन प्रमुख रूप से मैनुअल था और अभी भी है जिसका अर्थ है कि मूल्यांकन उपकरण तय करना रिस्पॉन्स को एकत्र करना और छात्रों के इन रिस्पॉन्स का मूल्यांकन करना इन सभी में फैकल्टी का काफ़ी समय लगता है और उन पर अतिरिक्त भार भी आ जाता है विश्वविद्यालय स्तर पर भी काफी संसाधन और समय केवल मूल्यांकन पहलुओं या आम तौर पर परीक्षा प्रक्रियाओं मे लगाने होते हैं मूल्यांकन असेसमेंटऔर मूल्यांकन इवेल्यूएशनदोनों के लिए कई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं और ऐसी तकनीकों का उचित उपयोग फैकल्टी के समय को काफी हद तक बचा सकता है मूल्यांकन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रों की शिक्षा भी गूढ़ हो प्रौद्योगिकियों का चुनाव पाठ्यक्रमों की प्रकृति सामग्री तथा फैकल्टी और छात्र के प्रौद्योगिकी के साथ सुविधा के स्तर पर निर्भर करता है साथ ही ये उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक विधियों और प्रणाली जिसके तहत पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है पर निर्भर करता है इन सभी बिंदुओं का उस तरह की तकनीक पर असर पड़ता है जिसका उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है कुछ संस्थान हालांकि वर्तमान में इनकी संख्या बहुत कम हैं उन्होंने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स एलएमएस द्वारा पेश किए गए मूल्यांकन टूल का उपयोग करना शुरू कर दिया है और फ़्लिप क्लासरूम और ऑनलाइन मोड में पाठ्यक्रम पेश करने के बारे में सोच रहे हैं कभी कभी मिश्रित मोड में भी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली संस्थान के लिए खरीदे गए ओपन सोर्स या मालिकाना टूल हो सकते हैं लेकिन संकाय पर भार में कमी और मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार के कारण उनका उपयोग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है प्रश्नोत्तरी शिक्षक तेजी से प्रश्नोत्तरी का उपयोग योगात्मक मूल्यांकन उपकरणों के रूप में कर रहे हैं विशेष रूप से सतत आंतरिक मूल्यांकन या सीआईई में प्रश्नोत्तरी से जुड़े मैनुअल तरीके शिक्षकों के लिए समय लेने वाले हो सकते हैं दूसरी ओर किसी भी एलएमएस और स्मार्ट फोन या लैपटॉप के संयोजन का उपयोग करके क्विज़ पर छात्रों को डिजाइन संचालन मूल्यांकन और फीडबैक देना जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी है बहुत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है क्विज़ आयोजित करने के लिए ओपन सोर्स टूल भी उपलब्ध हैं और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बहुत जल्दी प्रतिक्रियाएँ प्रदान कर सकते हैं और लोगों ने इन उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया है असाइनमेंट कई कॉलेजों ने सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप और एलएमएस का उपयोग शिक्षक और छात्रों के बीच असाइनमेंट के संबंध में बातचीत के लिए करना शुरू कर दिया है जमा करने की तिथि और समय व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जाता है पाठ्यक्रम के लिए एक विशिष्ट समूह बनाया गया है और छात्र और संकाय इस समूह के सदस्य हैं तो जमा करने की तिथि और समय ऐसे समूह के माध्यम से सूचित किया जा सकता है असाइनमेंट को समूह मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से फिर से संप्रेषित किया जाता है और छात्र अपने स्मार्टफ़ोन से कैमरा छवियों का उपयोग करके या यदि टेक्स्ट फोन में ही टाइप किया जाता है तो सीधे संबंधित WORD दस्तावेज़ या PDF दस्तावेज़ साझा करके असाइनमेंट के लिए अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं छात्रों के साथ संवाद करने और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देने के लिए एलएमएस का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है और ऐसे उपकरणों का उपयोग इसे न केवल फैकल्टी के लिए कम बोझिल बना सकता है बल्कि छात्रों के लिए भी अधिक रोचक बना सकता है

परीक्षण जब परीक्षणों की बात आती है तो छात्रों को परीक्षणों में डिजाइन संचालन मूल्यांकन और प्रतिक्रिया देने के संबंध में विभिन्न स्तरों पर प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है लेकिन इसके लिए कुछ पूर्वापेक्षाएँ पूरी होनी चाहिए उदाहरण के लिए यदि कोई आइटम बैंक जो कि ठीक से टैग की गई परीक्षण वस्तुओं का संग्रह है हम इस पर बाद की इकाई में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध है तो एक उपकरण होना बहुत आसान हो जाता है जिसे टेस्ट पेपर डिजाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है यानी आइटम बैंक से आवश्यक संख्या में निश्चित अंकों के लिए मूल्यांकन आइटम एक साथ लिए जा सकते हैं और प्रशिक्षक द्वारा निर्दिष्ट संरचना के अनुसार एक उपकरण बनाया जा सकता है तो ये काम बहुत आसान हो जाता है और मूल्यांकन उपकरण की गुणवत्ता भी काफी बेहतर होगी क्योंकि प्रशिक्षक पैटर्न निर्दिष्ट कर सकता है हम बाद की इकाई मूल्यांकन उपकरण पैटर्न में इस पर चर्चा करेंगे यदि ऐसा कोई आइटम बैंक उपलब्ध है तो हम टेस्ट पेपर बनाने के लिए तकनीक का उपयोग कर सकते हैं यदि परीक्षण पत्र को बहुविकल्पीय प्रश्नों के संग्रह या रिक्त वस्तुओं को भरें के रूप में डिज़ाइन किया गया है तो उसे एलएमएस के साथ उपलब्ध टूल का उपयोग करके प्रयोग किया जा सकता है या कोई ओपन सोर्स टूल्स का भी उपयोग कर सकता है जो आज अनेक प्रकार के उपलब्ध हैं एलएमएस छात्र के प्रदर्शन के मूल्यांकन की सुविधा भी प्रदान कर सकता है शिक्षक द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में प्रत्येक छत्र की एक सारांश रिपोर्ट तैयार की जा सकती है जिससे छात्रों को व्यक्तिगत फीडबैक देने में मदद होगी इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि परीक्षण प्रश्नोत्तरी सत्रीय कार्यों के संचालन में प्रौद्योगिकी का उपयोग ये सभी मूल्यांकन को गहरा और सार्थक छात्रों के लिए सुखद और फैकल्टी पर बोझ को कम कर सकते हैं

सेमेस्टर के अंत की परीक्षा जब हम विचार करते हैं तो कुछ सीमाएं हैं वर्तमान में अधिकांश विश्वविद्यालय केवल एक ही स्थान पर या कई स्थानों पर सभी छात्रों की प्रतिक्रियाओं को इकट्ठा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं ताकि मूल्यांकनकर्ता प्रतिक्रियाओं को चिह्नित कर सकें मूल रूप से भौतिक उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्र किया जाता है उन्हें स्कैन किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण मूल्यांकन केंद्रों को प्रेषित किए जाते हैं और प्रशिक्षक इनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में मूल्यांकन करते हैं और उनका मूल्यांकन फिर से केंद्रीय सर्वर को वापस फीड किया जाता है और कुल मूल्यांकन एक इसी तरह किया जाता है मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग छात्रों की प्रतिक्रियाओं को इकट्ठा करने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने और निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकनकर्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है यदि एसईई पेपर में वस्तुनिष्ठ वस्तुओं पर एक खंड होता है कुछ विश्वविद्यालय ऐसा कर रहे हैं एक हिस्सा है जो वस्तुनिष्ठ वस्तुओं पर एक खंड है और यदि कॉलेजों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा सुविधा है तो छात्र की परीक्षा और मूल्यांकन कंप्यूटर का उपयोग करके किया जा सकता है यह विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीय रूप से भी किया जा सकता है पहला भाग जिसमें वस्तुनिष्ठ आइटम हैं उसका मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है इससे मूल्यांकन काफी सरल हो सकता है यदि सेमेस्टर के अंत की परीक्षाओं में सिमुलेशन शामिल हो जो स्वायत्त संस्थानों में संभव है तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग मूल्यांकन के संदर्भ में किया जा सकता है

अगली महत्वपूर्ण बात सीओ प्राप्ति लक्ष्य निर्धारित करना होगा जैसा कि हमने पहले देखा है पाठ्यक्रम के परिणामों का लेखन एक कदम है लेकिन हमें प्रत्येक सीओ के लिए एक लक्ष्य प्राप्ति स्तर निर्धारित करने की आवश्यकता है पाठ्यक्रम देने के बाद हमें यह निर्धारित करना होगा कि उस परिणाम की प्राप्ति का वास्तविक स्तर क्या है और फिर निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त स्तरों के आधार पर प्रशिक्षक को यह तय करना होता है कि अगली बार लक्ष्य स्तर को बढ़ाना है या यदि छात्रों द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किया गया है तो इसका विश्लेषण करें कि निर्धारित लक्ष्य क्यों प्राप्त नहीं हुए हैं और फिर योजना बनाएं अगली बार छात्रों की उपलब्धि उच्च स्तर लक्ष्य के करीब पर सुनिश्चित करने के लिए निर्देश में सुधार करे गुणवत्ता लूप को बंद करने के लिए यह आवश्यक है कि हम पाठ्यक्रम के परिणामों के लिए प्राप्ति लक्ष्य निर्धारित करे और यह पहले से ही किया जाना चाहिए और यह डिजाइन चरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है सीओ प्राप्ति को निर्धारित करने के लिए कई तरीके संभव हैं यहां हम केवल तीन चार उदाहरणों पर चर्चा करेंगे लेकिन लक्ष्य निर्धारित करने की एक विस्तृत विविधता संभव है लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि संस्थान को समग्र रूप से प्राप्ति लक्ष्य निर्धारित करने का एक समान तरीका अपनाना चाहिए इसलिए कुछ तरीके इस प्रकार हो सकते हैं पहला उदाहरण एक कोर्स में पूरे सीओ के लिए एक ही लक्ष्य की पहचान की जाती है उदाहरण के लिए लक्ष्य यह हो सकता है कि वर्ग के औसत अंक 60 से अधिक या उसके बराबर होंगे अब यह लक्ष्य प्रत्येक सीओ के लिए समान है और यह केवल कक्षा में छात्रों के औसत प्रदर्शन की गणना पर निर्भर करता है तो काफी सरल विधि लेकिन एकत्रित जानकारी भी काफी सीमित है और गुणवत्ता लूप को बंद करने के संबंध में इसकी कुछ कमजोरियां हैं उदाहरण 2 सभी सीओ के लिए लक्ष्य समान हैं लेकिन छात्रों के विभिन्न समूहों के प्रदर्शन स्तरों के संदर्भ में निर्धारित किए गए हैं उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि ५० से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत १० होगा ५० से अधिक या उसके बराबर और ६५ से कम प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत ४० प्रतिशत होगा ६५ से अधिक और ८० से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का 30 प्रतिशत हो और 80 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत 10 प्रतिशत होगा इसका मतलब है कि अब वर्ग को विभिन्न प्रदर्शन समूहों में विभाजित किया जा रहा है और हम विभिन्न प्रदर्शन स्तरों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं हालांकि यह विधि छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करती है लेकिन यह सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए योजना बनाने का कोई सुराग नहीं देती है यदि हम इन लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं उदाहरण के लिए 80 से अधिक या उसके बराबर प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत 10 से कम है लेकिन 65 से अधिक और 80 से कम प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत 30 से अधिक है यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि इसका मतलब निर्देश विधियों में सुधार के संदर्भ में क्या है लेकिन यह छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी देता है लेकिन इससे प्राप्ति के स्तर की गणना करना भी इस मामले में थोड़ा अधिक सटीक होगा एक और उदाहरण हो सकता है पाठ्यक्रम के प्रत्येक सीओ के लिए और छात्रों के विभिन्न समूहों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जैसा कि तालिका में देखा जा सकता है प्रत्येक सीओ को अलग से माना जाता है और प्रत्येक सीओ के लिए हम प्रदर्शन के विभिन्न समूहों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करते हैं उदाहरण के लिए यह मानते हुए कि 6 परिणाम हैं हम 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के प्रतिशत के विभिन्न लक्ष्य स्तर निर्धारित कर रहे हैं 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत CO1 के लिए 10 प्रतिशत है लेकिन CO2 के लिए यह 20 है और CO3 के लिए 20 और CO4 के लिए 10 CO5 के लिए 20 और CO6 के लिए 20 यह काफी विस्तार है और इसका उपयोग विशिष्ट गतिविधियों की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है जब नियोजित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जाता है लेकिन यह काफी अधिक जटिल है और इस विशेष फैशन में इन प्राप्ति स्तरों की गणना करने के लिए काफी प्रयास करना पड़ सकता है फिर भी पाठ्यक्रम के परिणामों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का एक और तरीका यह हो सकता है कि पाठ्यक्रम के प्रत्येक सीओ के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किए जाएं उदाहरण के लिए औसतवर्ग के लिए लक्ष्य इस तरह निर्धारित किया जा सकता है कि CO1 70 प्रतिशत CO2 80 प्रतिशत CO3 75 प्रतिशत CO4 65 प्रतिशत CO5 70 प्रतिशत CO6 80 प्रतिशत है यह प्रशिक्षक को सीओ की प्रकृति उस विशेष सीओ की प्रशिक्षक की कथित जटिलता और छात्रों की पृष्ठभूमि के बारे में प्रशिक्षक की धारणाओं के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने की सुविधा देगा इन सबके आधार पर विभिन्न स्तरों पर सीओ के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है यह सीधे तौर पर छात्रों के बीच प्रदर्शन के वितरण को इंगित नहीं करता है इस अर्थ में कि CO1 के भीतर छात्रों के विभिन्न समूह कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं या विभिन्न प्रदर्शन रेंजर्स कैसे वितरित किए जाते हैं जैसा कि हमने उदाहरण 3 में देखा उस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन विशिष्ट सीओ की कठिनाई का पता लगाने का इसका फायदा है कौन से सीओ हैं जहां प्राप्ति का स्तर लक्ष्य से काफी कम है या कौन से सीओ हैं जहां प्राप्ति स्तर लक्ष्य के करीब हैं या लक्ष्य से अधिक हैं यह सीओ पर प्रशिक्षक को एक संकेत देगा जिसके बारे में अगली बार जब हम पाठ्यक्रम वितरित करेंगे तो ध्यान अधिक होना चाहिए सीओ जहां प्राप्ति का स्तर लक्ष्य से काफी कम है जहां प्रदर्शन अंतराल पर्याप्त हैं अगली बार पाठ्यक्रम देने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी और प्राप्ति स्तरों की गणना करना भी बहुत आसान है क्योंकि यह केवल वर्ग औसत है हमें सतत आंतरिक मूल्यांकन या सीआईई के दौरान और सेमेस्टर अंत परीक्षा या एसईई के दौरान छात्रों के औसत प्रदर्शन को लेना होगा और कक्षा औसत निर्धारित करने के लिए सामान्य नियमों के आधार पर उन्हें उचित रूप से जोड़ना होगा उपलब्धि स्तर की गणना करना भी अपेक्षाकृत सरल है और यह हमें एक विचार देता है कि पाठ्यक्रम के कौन से परिणाम हैं जिन पर प्रशिक्षक को अगली बार पाठ्यक्रम देते समय अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तो यह लक्ष्य निर्धारित करने के उपयोगी और सरल तरीकों में से एक है हालाँकि प्रशिक्षक अन्य तंत्रों को चुनने के लिए स्वतंत्र है अन्य विधियाँ जिन पर हमने चर्चा की जैसे कि छात्रों के विभिन्न समूहों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करना लेकिन सभी सीओ के लिए सामान्य हालांकि सभी सीओ के लिए एक ही लक्ष्य निर्धारित करने की पहली विधि वास्तव में छात्रों द्वारा सीखने की गुणवत्ता में सुधार के मामले में ज्यादा उपयोगी नहीं है तो या तो दूसरी या तीसरी या चौथी इन विधियों में से एक को चुना जा सकता है हालांकि चौथी विधि के अन्य तरीकों की तुलना में कई फायदे हैं जो कि प्राप्ति की गणना करने और विशिष्ट सीओ के बारे में पर्याप्त जानकारी देने के मामले में हैं जो हम कर सकते हैं

अब लक्ष्य निर्धारित करने के कई और रूपों पर काम किया जा सकता है एक सरल उदाहरण यह हो सकता है कि मैं ६० प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निर्धारित कर सकता हूं ६० प्रतिशत क्योंकि यह प्रथम श्रेणी की सीमा है जो की कक्षा की कुल संख्या के ७० प्रतिशत से अधिक होगी कुछ संस्थानों ने इस तरह के लक्ष्य निर्धारित किए हैं इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने के कई और रूप हैं लेकिन लक्ष्य को प्राप्ति की गणना में आसानी को ध्यान में रखते हुए चुना जाना चाहिए यहां तक कि अगर आप एक उपकरण का उपयोग कर रहे हैं तो सीओ प्राप्ति के आसपास गुणवत्ता लूप को प्रभावी ढंग से बंद करने के लिए प्राप्ति और आवश्यक जानकारी की मात्रा की गणना करना आसान होना चाहिए इस अर्थ में कि प्राप्ति स्तर का पता लगाना इसे लक्ष्य स्तर से तुलना करना और प्रदर्शन की कमियों के आधार पर अगली बार पाठ्यक्रम की पेशकश करते समय प्राप्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए सुधार योजनाओं पर काम करना इसलिए सीओ प्राप्ति के आसपास गुणवत्ता लूप को प्रभावी ढंग से बंद करने के लिए आवश्यक जानकारी की मात्रा के आधार पर लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए लेकिन सीओ के लिए प्राप्ति लक्ष्य निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह होना चाहिए कि संस्थान सभी कार्यक्रमों में सभी पाठ्यक्रमों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की एक विधि का उपयोग करे इसलिए संस्था कुछ विचार मंथन कर सकती है और सभी कार्यक्रमों में सभी पाठ्यक्रमों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का एक तरीका चुन सकती है और यह गुणवत्ता प्राप्त करने का एक सुविधाजनक तरीका होगा कृपया उन विशिष्ट तकनीकों को सूचीबद्ध करें जिनका उपयोग आपने अपने द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन के संबंध में किया था सीओ प्राप्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए यहां सुझाए गए तरीकों के अलावा अन्य तरीकों का सुझाव दें taleiisctagmailcom पर अभ्यास के परिणामों को साझा करने के लिए धन्यवाद अगली इकाई में हम पाठ्यक्रम के लिए मूल्यांकन पैटर्न और मूल्यांकन उपकरणों को डिजाइन करने की प्रक्रिया को समझेंगे धन्यवाद और हम अगली इकाई में फिर मिलेंगे